स्वागत है छात्रों हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का विश्लेषण के बारे में और फिर हम इंडस्ट्रियल सिनारिओके बारे में बात करते हैं तो अखंडता और ईमानदारी ट्रैक रिकॉर्ड संगठन संरचना और सिस्टम विशेषज्ञता क्षमता और प्रतिबद्धता के स्तर जैसे कुछ महत्वपूर्ण पांच बिंदु हैं अखंडता और ईमानदारी जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है जब हम किसी को उधार दे रहे हैं चाहे वह आपूर्तिकर्ता द्वारा उधार दिया गया हो या धन उधार बैंक द्वारा या अन्य एजेंसियों या अन्य फाइनेंसियल इंस्टीटूशन्स द्वारा दिया गया हो अखंडताऔर ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है यदि आप बाजार में एक अच्छी प्रतिष्ठा का आनंद ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उधारकर्ता की अखंडता बहुत अधिक है और वह ईमानदार है इसलिए हमें आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्लेषण करना होगा क्योंकि हम उन्हें दीर्घकालिक आधार पर आपूर्ति करने के बारे में सोच रहे हैं हम एक ऐसे फर्म को आपूर्ति करने की बात कर रहे हैं जो हमारे शहर में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है या हम उनके बारे में नहीं जानते है वह अलग शहर में या अलग अलग स्थानों पर है इसलिए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यदि हम उनके साथ पहली बार संबंध बनाने जा रहे हैं तो जब वे देय हो जाएंगे तो वे भुगतान कैसे करेंगे क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षा में डिस्टर्बेंस ऑफ़ सिम्बायोसिस के बारे में बताया था ऐसा नहीं है कि आपूर्तिकर्ता आपूर्ति नहीं कर सकता है केवल एक चीज यह है कि यह कुल वित्तीय श्रृंखला है एक सप्लायर को उत्पात का कुछ हिस्सा बनाने देना चाहिए और वे उत्पाद को अंतिम आकार नहीं दे रहे हैं वे अन्य उपयोगकर्ताओं को इनपुट उत्पाद दे रहे हैं जो अंतिम आकार दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसे क्रेडिट पर बेचना है और इन्हें क्रेडिट पर खरीदना है इसलिए अगर यह क्रेडिट पर खरीद रहा है तो उसे अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करना होगा और वह केवल अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर सकता है जब उसका खरीदार उसे वापस भुगतान करेगा मान लीजिए कि एक फर्म ने दूसरी फर्म को 30 दिनों की क्रेडिट अवधि दी है और अन्य फर्म को भुगतान करना है तो यह एक बिंदु है कि भुगतान करने वाली फर्म को हमेशा 29 वें दिन की शाम तक भुगतान करना होगा ना की 30 वें दिन लेकिन इसे 31 वें दिन की सुबह तक विलंबित नहीं करना चाहिए भुगतान करने वाली फर्म के लिए यह कुछ घंटों की देरी है अगर 30 वें दिन की शाम तक भुगतान करने के बजाय अगर वे केवल एक रात के बाद भुगतान कर रहे हैं 31 वें दिन की सुबह भुगतान करने वाली फर्म के लिए यह बहुत मामूली हो सकता है लेकिन प्राप्त करने वाली फर्म के लिए यह एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है क्या यह संभव है कि प्राप्त करने वाले फर्म को आगे अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करना पड़े और उन्होंने वादा किया था कि 31 तारीख को दिन सुबह वे भुगतान करेंगे इसलिए यदि भुगतान करने वाली फर्म 31 वें दिन सुबह भुगतान कर रही है तो यह उस पहले फर्म की प्रतिष्ठा को खराब करता है जिसने भुगतान करने वाली फर्म को अपना उत्पाद बेचा था और यह सिम्बायोसिस श्रृंखला को परेशान करता है इसलिए हमें बहुत बहुत सही होना चाहिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए हमें बहुत बहुत जिम्मेदार होना होगा और बहुत हद तक ये सभी चीजें फर्म के भुगतान की अखंडता और ईमानदारी पर निर्भर करती हैं यदि वे ईमानदार हैं और वे भुगतान करना चाहते हैं तो कहीं से भी वे धन की व्यवस्था करेंगे वे 30 वें दिन सुबह भुगतान करेंगे वे भुगतान में देरी नहीं करेंगे क्योंकि वे व्यवसाय का अर्थ समझते हैं वे ईमानदारी का अर्थ समझते हैं और वे समझते हैं कि यदि वे नियत तारीख पर भुगतान नहीं करते हैं तो यह नुकसान पहुंचाएगा बिक्री करने वाली फर्म को और यहां तक कि खरीद करने वाली फर्म के लिए भी क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा को खराब कर देगा अगर कोई हमारे भुगतान की प्रतीक्षा कर रहा है तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह भुगतान फर्म तक पहुंच जाए उदाहरण के लिए विजय माल्या का मामला लें उसे पैसे की कमी नहीं थी उसने भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपये उधार लिए और उन रुपयों का गलत इस्तेमाल किया वह ईमानदार नहीं था और जहां तक अखंडता का सवाल है अब यह साबित हो गया है कि उनकी सत्यनिष्ठा संदेह में थी लोग उस समय नहीं समझ सकते थे जब उन्हें उसे समझना चाहिए था उसने उधार लिए गए पैसे वापस करने का कभी इरादा नहीं किया वह बस अपनी अन्य फर्मों की ओर रुख कर गया और देश से भाग गया वह वापस भुगतान करने के बारे में नहीं सोच रहा था और यही कारण था कि उसने अपनी चुकौती क्षमता से परे उधार लिया था एक विक्रेता के रूप में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसकी उधारी कितनी है उदाहरण के लिए हमने लेनदारों के कारोबार रेश्यो बहुत छोटा है तो उस स्थिति में यह एक स्पष्ट संकेत है कि वे क्रेडिट का भुगतान करना नहीं चाहते है वे डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं इसलिए यदि हम अभी भी उन्हें आपूर्ति कर रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार के डिफ़ॉल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए हमें अपने भुगतान को समय पर वापस पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए अगर कंपनी हमेशा के लिए भुगतान करने से इनकार करती है तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कभी कभी हम एक ऐसी कंपनी को कर्ज देते हैं जो उनकी भुगतान क्षमता से परे होती है और जिनके पास कोई जमानत भी नहीं होती है उदाहरण के लिए किंगफिशर समूह स्टेट बैंक और अन्य बैंकों द्वारा दिया गया कुल ऋण बिना किसी प्रकार के कोलेटरल के था जब बैंकों को अलग अलग जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि केवल किंगफिशर के ब्रांड नाम पर उन्होंने क्रेडिट बढ़ाया और जब वह देश छोड़कर भाग गया तो पीछे कुछ भी नहीं बचा था उसके घर और कुछ कंपनियों को बेच कर केवल कुछ करोड़ की संग्रहणीय किए गए थे तो इसका मतलब है कि हमें इस बारे में सावधान रहना होगा कि उधारकर्ता कितना उधार ले रहा है अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ उसका व्यवहार क्या है उसकी समग्र वित्तीय स्थिति क्या है ओपरेटिंग स्ट्रक्चर क्या है जब आप समग्रता में ऐसा सामूहिक विश्लेषण करते हैं तो आप उधार लेने वाली फर्मों की ईमानदारी और अखंडता का पता लगाने में सक्षम होते हैं उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि कर्मचारी द्वारा दिए गए क्रेडिट का भुगतान करने में कौन चूक करता है क्योंकि जब कर्मचारी किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो वे कंपनी को क्रेडिट भी दे रहे हैं वे कम से कम 30 दिनों का क्रेडिट दे रहे हैं वे उम्मीद कर रहे हैं कि 30 दिनों के बाद हर महीने की 1 तारीख को हो सकता है या हर महीने की 7 तारीख को उन्हें वेतन मिलेगा इसलिए वे क्रेडिट पर काम कर रहे हैं दिन 1 उसके बाद कोई भी वेतन नहीं मांगता है उन्हें पता है कि एक महीने के बाद उन्हें वेतन मिलेगा और विजय माल्या उस मामले में चूक गया उनकी कंपनियों में काम करने वाले लोग बिना वेतन के चले गए तो इसका मतलब है आपूर्तिकर्ता का क्रेडिट डिफ़ॉल्ट हो गया कर्मचारियों का क्रेडिट डिफ़ॉल्ट हो गया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्रेडिट भी डिफ़ॉल्ट हो गए अब नीरव मोदी की बात करें उसने एक बैंक से 12000 करोड़ रुपए उधार लिए और देश छोड़कर चला गया इसका अर्थ है कि या तो आप व्यक्ति की अखंडता और ईमानदारी की जांच करने में ईमानदार नहीं हैं या आप स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों मामलों में ऋणदाता गलती पर है या तो ऋणदाता को अपने क्रेडिट को भूलना होगा या जिन लोगों ने यह गलती की है उन्हें लोगों के सामने लाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन क्या होता है भविष्य की बात है लेकिन हर आपूर्तिकर्ता के लिए चाहे वह काम की आपूर्ति हो सामग्री की आपूर्ति या किसी अन्य इनपुट या वित्त हो हमें ईमानदारी और अखंडता के बारे में सावधान रहना होगा उदाहरण के लिए जब एक देश का निर्माता अपने उत्पाद को दूसरे देश के खरीदारों को निर्यात करता है तो ज्यादातर समय में निर्यात भी क्रेडिट पर होता है लेकिन उस मामले में आपूर्तिकर्ता खरीदार को अपने देश में अपने बैंक से एलओसी ऋण पत्र भेजने के लिए कहते हैं हम विदेशों में बैठे व्यक्ति की ईमानदारी और अखंडता को नहीं जानते हैं लेकिन अगर वह शेड्यूल या सुरक्षा के रूप में काम करते हैं यदि वह चूक करता है तो हम बैंक से धनराशि की मांग कर सकते हैं और बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते इसलिए पहला बिंदु ईमानदारी और अखंडता है दूसरा ट्रैक रिकॉर्ड है अगर वह कंपनी एक्स से पहली बार खरीदारी कर रही है तो यह अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ खरीदार के बारे में जांच करने के लिए जिम्मेदार कंपनी एक्स है यदि वह अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छा कर रहा है और वह देय तिथि पर भुगतान करता है तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कुछ समय में कंपनी क्रेडिट पॉलिसी में अल्पकालिक बदलाव करती है कभी कभी कंपनी लंबे समय तक बदलाव करती है यदि हम वितरण के अपने मौजूदा चैनलों को अधिक बेचना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्रेडिट अवधि में ढील देनी होगी इसलिए क्रेडिट अवधि में ढील करना ट्रैक रिकॉर्ड पर निर्भर करता है यदि हमारे सभी खरीदारों का ट्रैक रिकॉर्ड उत्कृष्ट है तो क्रेडिट पॉलिसी को ढील देने में कोई बुराई नहीं है इसके लिए वे क्रेडिट पर अधिक खरीद सकते हैं और बाजार में अधिक बेच सकते हैं और अपने बाजार का विस्तार करने के लिए कंपनी की मदद ले सकते हैं लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड संदिग्ध है या वह अतीत में किसी समय पर चूक गया था तो सावधान रहें उसे इसका श्रेय न दें यदि कंपनियां नियमित रूप से आपूर्ति करने वाली कंपनी से क्रेडिट पर खरीदारी कर रही हैं तो क्रेडिट पॉलिसी में किसी भी प्रकार का बदलाव करते हुए आपूर्ति करने वाली कंपनी को ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाना चाहिए फिर संगठन संरचना और प्रणाली है यह किस प्रकार की कंपनी है जिसे हम आपूर्ति करने जा रहे हैं चाहे वो वन मैन शो हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो या बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो यदि यह एक बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जहाँ 1000 लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ कोई समस्या नहीं है क्रेडिट सुरक्षित है लेकिन यह वन मैन शो है या यह एक साझेदारी फर्म है तो हमें इस तरह का विश्लेषण करते समय थोड़ा सावधान रहना होगा उदाहरण के लिए मारुति निर्माताओं की कारें वे केवल गियरबॉक्स का निर्माण कर रही हैं स्टील रबर के पुर्जों टायरों ट्यूब्स के लिए ग्लास जैसे किसी अन्य हिस्से के लिए वे आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर होते हैं और कोई भी मारुति या सुज़ुकी मोटर्स को क्रेडिट देते समय एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता है अब हम इसे सुजुकी मोटर्स इंडिया लिमिटेड के रूप में कहते हैं क्योंकि उनकी विश्वसनीयता साबित होती है उनकी संगठन संरचना एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है भारत में यह एक बड़े आकार का संगठन है जिनके पास लगभग 45 46 बाजार में हिस्सेदारी है और जापान कि एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है मारुति सुजुकी मोटर इंडिया लिमिटेड में उनकी 50 हिस्सेदारी है तो इसका मतलब है कि आप क्रेडिट के विस्तार के बारे में सोच सकते हैं जो लोग मारुति सुजुकी के लिए या इस तरह की कंपनी के लिए आपूर्तिकर्ता बनने की ख्वाहिश रखेंगे इसी तरह अगर हम सैमसंग की बात करें तो यह बहुत अच्छा नाम है एलजी बहुत अच्छा नाम है यह सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं मुझे लगता है कि आपूर्तिकर्ता उन चैनलों का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिनके माध्यम से वे क्रेडिट पर भी आपूर्ति करना शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आप नीरव मोदी और विजय माल्या के स्वामित्व वाली कंपनियों को आपूर्ति कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचें यह वन मैन शो है और बाजार में इन लोगों की कोई विश्वसनीयता नहीं है एकमात्र स्वामित्व के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा महत्वपूर्ण हो जाता है हमें संगठन संरचना की भी तलाश करनी होगी लेकिन अगर यह एक बड़ी कंपनी है तो बहुत चिंता न करें लेकिन अगर यह एक छोटी कंपनी या साझेदारी फर्म है तो हमें सावधान रहना होगा और हमें कुछ कलेटेरल्स या सुरक्षा के लिए पूछना चाहिए फिर हम विशेषज्ञता योग्यता और प्रतिबद्धता के स्तर के बारे में बात करते हैं हमें कुछ प्रश्न पूछने चाहिए जैसे कि कौन कंपनी है जो क्रेडिट की तलाश करती है बाजार में उस कंपनी का एक मानक क्या है जब से वे बाजार में हैं तब से वे किस उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और बाजार में बेच रहे हैं बाजार में कंपनी का जीवन कैसा है और कितने दिनों के लिए है यदि हम एक नई कंपनी को आपूर्ति करने जा रहे हैं जो पहली बार बाजार में आए हैं या वितरण विक्रेता जो पहली बार बाजार में आए हैं तो वे क्रेडिट करना चाहते हैं और फिर इसे बाजार में बेचना चाहते हैं मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है इसके लिए दक्षताओं का होना बहुत जरूरी है विशेषज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है और प्रतिबद्धता का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए हम नए उद्यमियों के बारे में बात करते हैं यदि आईआईटी और आईआईएम से स्नातक करने वाले लोग अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से धन की तलाश करनी होगी उनके पास देने के लिए कोई अन्य विश्वसनीयता या कोई अन्य कॉलेटरल नहीं है उनकी जेब में केवल कुछ हज़ारों हैं और एक बहुत अच्छा विचार है अगर मुझे इस विचार को लागू करने की अनुमति है इस विचार को आकार दें यह अच्छा उत्पाद या सेवा दे सकता है और मुझे इसके लिए वित्त पोषित किया जाना चाहिए वह एक बैंक में जाता है कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और बैंक को इसकी क्षमता के बारे में पता नहीं है या उसके विचार व्यावहारिक हैं या नहीं या इससे निकलने वाले उत्पाद या सेवा बाजार में बिक्री योग्य है या नहीं इसलिए बैंक नए उद्यमियों को फंड नहीं दे सकता है इसी तरह वे बाजार में आईपीओ के नियमों के अनुसार उनके पास अस्तित्व के कुछ न्यूनतम वर्ष होने चाहिए तो इक्विटी को उस व्यक्ति के बारे में समझाया जाता है जो औद्योगिक यूनिट स्थापित करने जा रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट के आपूर्तिकर्ता को कुल विचार और कुल अवधारणा को समझाना होगा यदि वेंचर कैपिटलिस्ट उस विचार को व्यावहारिक रूप में पाता है तो वे व्यवसाय को वित्तपोषित करने के बारे में सोचेंगे अन्यथा नहीं जब वे फर्म का समर्थन करने का निर्णय लेते हैं तो उनके द्वारा लगाया जाने वाला ब्याज दर बहुत अधिक हो सकता है 40 45 क्योंकि वे एक बड़ा जोखिम लेने जा रहे हैं जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए दूसरे नाम पर वेंचर कैपिटल को जोखिम पूंजी भी कहा जाता है एक बार जब वे एक नए विचार को लागू करने का जोखिम उठाने जा रहे हैं तो वे इसके लिए बहुत अधिक वापसी की उम्मीद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें यह जांचना होगा कि क्रेडिट कौन मांग रहा है उसका अस्तित्व क्या है उसकी विशेषज्ञता क्या है उसकी क्षमता क्या है विषय वस्तु में उनकी प्रतिबद्धता का स्तर क्या है मैनेजरियल स्ट्रक्चर के तहत बाजार में धारणा है लोग किसी भी कंपनी के बारे में कैसा अनुभव करते हैं उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में यदि आप सैमसंग या एलजी या सोनी के बारे में बात करते हैं तो उनकी धारणा बहुत अधिक है लेकिन अगर हम वीडियोकॉन या ओनिडा के बारे में बात करते हैं तो 2000 तक तो उनकी धारणा बहुत अधिक थी लेकिन उसके बाद यह गंभीर रूप से नीचे गिर गया अगर आप ओनिडा की बैलेंस शीट का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि वे बहुत तंगी वित्तीय में हैं उन्होंने बैंक से पैसा उधार लिया है वे वापस चुकाने में सक्षम नहीं हैं उन्होंने आपूर्तिकर्ताओं को क्रेडिट लिया है 6 से 8 महीने कहते हैं लेकिन वे अपने आपूर्तिकर्ताओं को वापस भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं इन सबके पीछे क्या कारण है क्योंकि उनका उत्पाद बाजार में कम से कम बिक्री योग्य हो गया है इसलिए यदि निधि के उपयोगकर्ता के पास कोई लिक्विडिटी नहीं है तो निश्चित रूप से वह डिफ़ॉल्ट होगा वह आपूर्तिकर्ता को देय तिथि पर भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में उच्च धारणा रखते हैं क्योंकि उनकी अपनी विश्वसनीयता है उनकी अपनी प्रतिष्ठा है इसी तरह अगर आप टाटा समूह या रिलायंस या बिड़ला के बारे में बात करते हैं तो बाजार में विश्वसनीयता बहुत अधिक है उनकी कंपनियों में से जो किसीभी बाजार में उत्पाद या सेवा के साथ आ रही हैं हमें इसमें कोई संदेह नहीं है तो क्रेडिट के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्री के आपूर्तिकर्ता द्वारा या सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उन पर संदेह करने की कोई सवाल नहीं है इसका मतलब है कि धारणा भी काम करती है तो ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में इस चर्चा का अंतिम भाग उद्योग परिदृश्य है यहां महत्वपूर्ण विचार प्रतियोगिता है जो कंपनी क्रेडिट मांग रही है वह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग में काम कर रही है तो सावधान रहें यदि उद्योग में रुझान ऊपर या नीचे जा रहा है जैसे कुछ समय के लिए बिक्री बढ़ रही है कभी कभी यह नीचे जा रही है यह उद्योगों की चक्रीयता के कारण है उदाहरण के लिए कृषि पर आधारित कोई भी उत्पाद बनाने वाली कंपनी चक्रीयता का प्रदर्शन कर सकती है क्योंकि केवल फसल के मौसम के दौरान वे इनपुट खरीदते हैं उदाहरण के लिए कुछ कंपनी गेहूं के आटे का निर्माण करती है इसलिए जब गेहूं बाजार में आ रहा है तो क्रेडिट की जरूरत बढ़ जाती है वे गेहूं को स्टोर करेंगे और फिर वे इसे पीसना शुरू करेंगे और आटे में परिवर्तित करेंगे फिर इसे बाजार में बेचेंगे इसके बाद वे भुगतान करना शुरू कर देंगे उन्हें फसल के मौसम के समय वित्तीय संस्थान या बैंकों द्वारा समर्थित होना चाहिए क्योंकि उन्हें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है लेकिन क्या वे इसे समय पर वापस भुगतान करने में सक्षम हैं वे अतीत में धन का प्रबंधन कैसे कर पाए हैं यह निर्णय लेने के लिए उनका बैंक के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करनी होगी उद्योग की चक्रियता के दौरान उधारकर्ता कैसे अपने व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है फिर एक नियामक जोखिम है आप देखेंगे कि भारतीय बैंकिंग परिदृश्य के मामले में अतीत में क्या हुआ था विजय माल्या द्वारा स्टेट बैंक को धोखा दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी उनकी कंपनी और उनके मामा द्वारा धोखा दिया गया था अब RBI बहुत बहुत सावधान हो गया है जबकि SEBI भी बहुत बहुत सावधान हो गया है हमने 90 के दशक में हर्षद मेहता घोटाले के बाद पूंजी मुद्दों के कार्यालय के नियंत्रक को बदला और 1992 में SEBI लाया गया एक नया नियामक बनने के बाद सेबी प्रभावी रूप से बाजार को नियंत्रित करने और एक प्रभावी नियामक साबित होने में सक्षम हो गया है इस बैंकिंग घोटाले के बाद RBI के साथ भी ऐसा ही है यदि नियामक बाजार के बारे में बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जोखिम है उदाहरण के लिए हमारे पास TRAI है अगर कोई ग्राहक की जरूरत का जवाब नहीं दे रहा है तो वे तुरंत कार्रवाई करते हैं इसलिए यदि विनियामक दबाव अधिक है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके उधारकर्ता के डिफ़ॉल्ट होने की संभावना कम है क्योंकि एक नियामक किसी भी शिकायत या किसी भी तरह की समस्या के मामले में कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं तो जो कंपनी व्यवसाय जारी रखना चाहती है वह जोखिम नहीं लेना चाहती है और समय पर अपने ऋण का भुगतान करेगी अन्यथा वे सेबी बाजार का बहुत सावधानी से विश्लेषण किया जाना चाहिए फिर तकनीक उदाहरण के लिए आईटी उद्योग में अप्रचलन बहुत तेज है हम यहां तक भारत में भी एक कंप्यूटर प्रणाली की मूल्य को 3333 से कम करते हैं जैसे आज खरीदे गए कंप्यूटर को अगले 3 वर्षों में मूल्यह्रास किया जाता है देखें कि क्या आप किसी ऐसी कंपनी को आपूर्ति कर रहे हैं जो तैयार उत्पाद का उपयोग कर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है जो शायद एक संतृप्त प्रौद्योगिकी या आगामी प्रौद्योगिकी या एक ऐसी तकनीक है जो अभी भी बाजार में जीवित है और चल रही है यदि यह संतृप्त तकनीक है तो सावधान रहें ऐसी कंपनियों को आपूर्ति न करें उदाहरण के लिए मोटोरोला पुरानी तकनीकों का उपयोग कर रहा था यह एक बीमार कंपनी बन गई मोटोरोला का नाम एक बार फिर से लाने के लिए लेनोवो को एक बड़ा पैसा लगाना पड़ा ब्रांड का नाम अच्छा था लेकिन तकनीक पुरानी थी इसलिए उन्हें भारत में कारोबार को बंद करना पड़ा उन्हें अपना कारोबार चीन के लेनोवो को बेचना पड़ा इसलिए प्रौद्योगिकी और अप्रचलन जोखिम बहुत महत्वपूर्ण हैं यदि आप एक ऐसी कंपनी को आपूर्ति कर रहे हैं जो बाजार में लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनकी तकनीक पहले ही अप्रचलित हो गई है और उन्होंने अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए कोई और निवेश नहीं किया है तो क्या होगा ऐसी तकनीकों का उपयोग करके उन कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पाद बाजार में नहीं बेचे जा सकते हैं उदाहरण के लिए 2000 में वीडियोकॉन और ओनिडा भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में सभी सेगमेंट के नेता थे उनके सभी उत्पाद बाजार में होटकेक्स की तरह बिक रहे थे लेकिन जब हमने सैमसंग एलजी को भारतीय बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी तब लोगों ने सैमसंग और एलजी की तकनीक और वीडियोकॉन और ओनिडा की तकनीक में अंतर देखा लोग तुरंत सैमसंग और एलजी में शिफ्ट हो गए इसलिए वीडियोकॉन और ओनिडा जो कभी बाजार के नेता थे वे 1999 2000 में अपने सभी शेयर बाजार में खो गए थे यदि आप इन दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट का विश्लेषण करते हैं तो आप पाएंगे कि बैंकों द्वारा प्रदान की गई धनराशि अवरुद्ध हो गई है वे सक्षम नहीं हैं बैंक को वापस भुगतान करने के लिए किसी तरह बैंक दोनों कंपनियों से उस पैसे को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी तकनीक पुरानी हो गई है उन्होंने कभी भी उस तकनीक से निर्मित प्रौद्योगिकी और उनके उत्पाद का नवीनीकरण करने का प्रयास नहीं किया जो बाजार में निरर्थक हो गए और उनकी बिक्री घट गई तो इसका मतलब है कि जिन्होंने इन कंपनियों को क्रेडिट की आपूर्ति की थी उनका क्रेडिट जोखिम में है कच्चे माल की उपलब्धता अन्य आदानों और उनके मूल्य निर्धारण उद्योग के परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण घटक है हमें कच्चे माल की उपलब्धता देखनी होगी कार्यशील पूंजी के लिए अल्पकालिक वित्त प्रदान करने के लिए बैंक को कंपनी से एक अनुरोध प्राप्त होता है बैंक को अपने समग्र वित्तीय प्रदर्शन परिचालन प्रदर्शन का विश्लेषण करने के अलावा यह भी जानना चाहिए कि कच्चा माल क्या है और कच्चे माल का स्रोत क्या है यदि यह कृषि आधारित उत्पाद है तो क्या वे मौसम के दौरान पर्याप्त कच्चा माल खरीदने में सक्षम हैं इसलिए कच्चा माल और कच्चे माल का स्रोत लेबर उपलब्धता और लेबर सोर्स और इसी तरह अन्य इनपुट्स कुछ सुरक्षा का अहसास देने वाले हैं यह इंगित करता है कि कंपनी अच्छी तरह से प्रबंधित है और हमें अपने क्रेडिट की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और अंतिम में प्रतिस्थापन का खतरा हम जल्दी से बदलाव देखते हैं उदाहरण के लिए दूरसंचार उद्योग आज हम जिन हेडसेट का उपयोग कर रहे हैं वे कुछ साल पहले अस्तित्व में नहीं थे उस समय हम स्विच आधारित हैंडसेट का उपयोग कर रहे थे जो अब बाजार में नहीं हैं इसी तरह कंप्यूटर के मामले में पुराने संस्करण गायब हो जाते हैं और नया उन्नत उत्पाद बाजार में आता है इसलिए क्या हम प्रौद्योगिकी को बाजार के साथ तालमेल बिठाने के लिए तकनीकी बदलावों विनिर्माण परिवर्तनों से निपटने के लिए उन्नत करने में सक्षम हैं ताकि कंपनी के उत्पाद की मांग बरकरार रह सके आइए हमने एक कंपनी को वित्त पोषित किया है जो एक उत्पाद का निर्माण कर रही है जिसे बहुत तेजी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि किसी भी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किया गया धन जोखिम में है इसलिए समग्र प्रदर्शन का विश्लेषण करते समय इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ऋण देना एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है चाहे वह बैंक हो या आपूर्तिकर्ता या श्रमिक हर किसी को बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि आपूर्तिकर्ता के स्वास्थ्य की यह बीमारी गलत उपक्रमों को वित्त पोषण करने और उन फर्मों को अल्पकालिक वित्त प्रदान करने के साथ शुरू होती है जो बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं हम उनके कमजोर समग्र वित्तीय प्रदर्शन की कल्पना करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए इसके लिए हमें यह विस्तृत विश्लेषण करना होगा जो फर्म के वित्तीय ढांचे में आने वाली फर्म के संचालन ढांचे से शुरू होगा फर्म की वित्तीय संरचना में आ रहे हैं ये दो महत्वपूर्ण विश्लेषण हैं और इन्हें फर्म के मैनेजरियल स्ट्रक्चर भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमने 1990 1991 में इस अर्थव्यवस्था का आरंभ किया था फिर 1991 में नई कॉमिक पॉलिसी आई लेकिन इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि बंद और संरक्षित भारतीय अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी बन जाएगी सभी बहुराष्ट्रीय सभी क्षेत्रों को भारत में आने की अनुमति होगी कई भारतीय फर्म जो प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम नहीं थीं उन्हें बंद करना पड़ा इसलिए उद्योग का परिदृश्य बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ हमें हर साल सरकार के बजट दस्तावेज में बारीकी से देखना चाहिए यह आने वाले एक साल में सरकार के लिए प्राथमिकता वाले उत्पाद उद्योगों को दर्शाता है इसी प्रकार हमें आर्थिक सर्वेक्षण को देखना चाहिए क्योंकि हम क्रेडिट के आपूर्तिकर्ता हैं इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि किसी विशेष उद्योग का भविष्य क्या है उनका प्रदर्शन क्या है और आने वाले समय में उनके वित्तीय स्वास्थ्य की क्या उम्मीद है क्योंकि कई क्षेत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की केंद्र सरकार के बजट के साथ साथ अन्य देशों के सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं इसलिए हर जगह जो लोग क्रेडिट या किसी अन्य तरह के इनपुट के सप्लायर हैं उन्हें बहुत सावधान रहना होगा तो इस विश्लेषण के साथ हम यहां रुकते हैं और अगली बार मैं आपके साथ तीन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा वह है क्रेडिट स्टैंडर्ड्स एंड एनालिसिस लेकिन मैं आपके साथ इन तीन महत्वपूर्ण घटकों की चर्चा अगली कक्षा में करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद